नमस्कार और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है यह फिगर एक रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को दर्शाता है तो हमारे यहां ग्राउंड प्लेन है फिर एक सब्सट्रेट और सब्सट्रेट के ऊपर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैच है यदि आप वास्तव में देखते हैं तो यह उन सर्किटों के समान है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं जैसे पावर डिवाइडर कपलर फिल्टर और अन्य चीजें अब माइक्रोवेव सर्किट के मामले में हम क्या करते हैं हम PCB पर ही पॉइंट a टू b से सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं उस विशेष स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि कोई रेडिएशन हो जबकि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के मामले में हम चाहते हैं कि यह पैच फ्री स्पेस में रेडिएट हो जाए तो हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं 2 चीजें हैं जो हमें करने की आवश्यकता है तो कि माइक्रोस्ट्रिप सर्किट एक बेहतर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बर्ताव करता है और इन 2 बातें के लिए εr हमें छोटा चुनने की कोशिश करनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके उच्च सब्सट्रेट की मोटाई का चयन करना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत मोटी सब्सट्रेट ले सकते हैं एक लिमिट है किh λ0 हमेशा 006 से कम होना चाहिए अब जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही सरल ज्योमेट्री है इसमें हल्का लो प्रोफाइल प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन है और जिसे हम कहने के लिए होस्ट बॉडी कंफर्टेबल बनाया जा सकता है जो एक मिसाइल हेलीकॉप्टर प्लेन सैटेलाइट और भी हो सकता है चूंकि यह PCB टेक्नीक का उपयोग करता है इसलिए निर्माण लागत बहुत कम है और बड़े पैमाने पर उत्पादन भी आसानी से किया जा सकता है दोनों लीनियर और सर्कुलर पोलराइजेशन संभव हैं हम आपको इनमें से कुछ मामलों को बाद में दिखाएंगे इसके अलावा लाइनों के साथ साथ मैचिंग नेटवर्क को भी आसानी से एंटीना स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है मैं आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ऐरे का एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं जहां लाइनों और साथ ही साथ मैचिंग नेटवर्क दोनों को एक ही सब्सट्रेट पर इंटीग्रेट किया गया है हालांकि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के कुछ डिसअडवांटेज हैं मुख्य डिसअडवांटेज में से एक नैरो बैंडविड्थ है एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की विशिष्ट बैंडविड्थ 1 से 5 के क्रम की होती है हालांकि मैं आपको टेक्नीक दिखाने जा रहा हूं माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की बैंडविड्थ कैसे बढ़ाएं यह आमतौर पर लो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है क्योंकि यह एक PCB पर फैब्रिकेटेड है इसलिए यह बहुत उच्च पावर को संभाल नहीं सकता है लेकिन फिर से मैं आपको 1 उदाहरण दिखाने जा रहा हूं जो बहुत उच्च पावर को संभाल सकता है गेन पर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं तो कोई लगभग 30 dBi या जैसा गेन प्राप्त कर सकता है बड़े गेन के लिए पैराबोलिक डिश एंटीना का उपयोग करना बेहतर है जिसे मैं 2 व्याख्यान के बाद कवर करने जा रहा हूं अब माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का आकार कम फ्रीक्वेंसी पर बड़ा है आप सोच सकते हैं कि हम एंटीना डिजाइन कर रहे हैं तो हम 100 MHz पर कहें वेवलेंथ क्या होने जा रहा है 3 मीटर और अगर हम λ 2 एंटीना डिजाइन करते हैं जो बहुत बड़ा एंटीना होने जा रहा है हालांकि मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाने जा रहा हूं जहां हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के आकार को कम कर सकते हैं तो इसलिए कई फायदे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कई अनुप्रयोगों पाता है तो ये निश्चित रूप से पेजर में उपयोग किए जाते थे अब कोई पेजर नहीं हैं लेकिन इसका उपयोग मोबाइल फोन माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में डॉपलर और अन्य राडार सैटलाइट कम्युनिकेशन मिसाइल गाइडेंस सिस्टम कांपलेक्स एंटीना और बायोमेडिकल रेडिएटर में फ़ीड एलिमेंट में भी किया जाता है वैसे यह अनुप्रयोगों की पूरी सूची नहीं है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के कई अन्य अनुप्रयोग हैं इसलिए मैंने आपको केवल एक रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है हालाँकि कई अलग अलग आकार हैं जो साहित्य में बताए गए हैं तो ये स्क्वायर सर्कुलर ट्रायंगुलर सेमी सर्कुलर एनयूलर रिंग स्क्वायर रिंग हैं वास्तव में पेंटागोन हेक्सागोन और इतने पर भी आकार हैं लेकिन आज मेरे व्याख्यान में मैं मुख्य रूप से रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं तो हम देखते हैं कि हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता कैसे लगा सकते हैं तो यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैच है जिसकी लेंथ L है विड्थ W है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखाई है जो वास्तव में Le के रूप में इफेक्टिव लेंथ को रिप्रेजेंट करती है इफेक्टिव विड्थ We के रूप में तो यह इफेक्टिव लेंथ तस्वीर में कहाँ आ रही है इसलिए अभी याद करें कि मैंने आपको दिखाया था कि एक माइक्रोस्ट्रिप पैच है जो ग्राउंड प्लेन के ऊपर है तो एजेस से फ्रिन्जिंग फील्ड होंगे तो ये फ्रिंजिंग फ़ील्ड अतिरिक्त कैपेसिटंस के लिए जिम्मेदार हैं अतिरिक्त कैपेसिटंस को केवल लेंथ को बाहर की ओर एक्सटेंड करके कंपनसेटेड किया जा सकता है तो यहाँ मैं आपको केवल दिखाने जा रहा हूँ LeL2∆L जहाँ ∆L 1 डायरेक्शन में एक्सटेंशन है ∆Lदूसरी डायरेक्शन में एक्सटेंशन है अब फंडामेंटल TM10 मोड के लिएTM10 मोड क्या है ठीक है 1 वास्तव में तात्पर्य है कि लेंथ के साथ एक हाफ वेवलेंथ वेरिएशन है ठीक है मैं आपको अगली स्लाइड में इन चीजों को और अधिक विस्तार से दिखाने जा रहा हूं लेकिन इसका मतलब है कि विड्थ के साथ कोई वेरिएशन नहीं है तो अब डाइपोल एंटीना को याद करें डाइपोल एंटीना की इफेक्टिव लेंथ क्या है यह λ 2 होना चाहिए तो यहाँ भी रेक्टेंगुलर पैच की इफेक्टिव लेंथ Le λ2 है लेकिन चूंकि यह एक सब्सट्रेट पर प्रिंटेड होता है λ कुछ भी नहीं है बल्कि λ λ0 e तो e क्यो है और εr क्यो नहीं है इसका कारण यह है कि अधिकांश फील्ड सब्सट्रेट मटेरियल के भीतर कॉनफाइंड हो जाएगा लेकिन फील्ड का एक हिस्सा हवा में जा रहा होगा इसलिए हवा में फील्ड के खातिर हम इफेक्टिव डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर इसलिए यदि हम अब λ0 c f0 का मान सब्सीट्यूट करते हैं जहाँ c लाइट वेलोसिटी है तो हम f0 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बस ध्यान दें कि यह cf है तो f0c2Lee तो Le को LeL2∆Lद्वारा दिया गया है और ∆L≅he का मूल्य मैं आपको बाद में यह भी दिखाऊंगा कि eके लिए एक्सप्रेशन क्या है लेकिन अभी हम TM10 मोड के लिए कैरक्टराइजेशन देखते हैं इसलिए TM10 मोड के लिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि लेंथ के साथ हाफ वेवलेंथ वेरिएशन है अब आप देख सकते हैं कि यह वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है यह करंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कारण यह एक ओपन एंड है ओपन एंड में करंट 0 के बराबर होगा यह मैक्सिमा में जाएगा और 0 पर वापस आएगा क्यों क्योंकि कुल लेंथ λ 2 के बराबर है और चूंकि यह ओपन सर्किट है वोल्टेज यहाँ मैक्सिमा है यह 0 पर जाता है और फिर यह नेगेटिव मैक्सिमा पर जाता है और फ़ील्ड TM10 मोड के लिए यूनिफार्म है फ़ील्ड विड्थ के साथ यूनिफार्म है तो आप देख सकते हैं कि यह वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज विड्थ के साथ कांस्टेंट रहेगा तो अब हम देखते हैं कि फ्रिंजिंग फील्ड अलग अलग कैसे होंगे इसलिए यहां से आप देख सकते हैं कि फ्रिंजिंग फील्ड बाहर ग्राउंड की ओर जा रहे हैं चूंकि हम इस विशेष पॉइंट पर फीड कर रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि यह वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए फील्ड यहां से ग्राउंड पर जाएगा और जैसा कि हम लेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी कम होती रहेगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंप्लीट्यूड कम होता रहेगा और फिर डायरेक्शन बदल जाती है और आप देख सकते हैं कि अब यहां फील्ड इस तरह होगा अब आप देख सकते हैं कि अधिकांश फील्ड इस डायइलेक्ट्रिक माध्यम के भीतर कॉनफाइंड है लेकिन फील्ड का हिस्सा वास्तव में हवा में है और इसीलिए हम रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को कैरक्टराइज करने के लिए एप्सिलॉन इफेक्टिव टर्म का उपयोग करते हैं अब इन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को 2 कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हल किया जा सकता है आप देख सकते हैं कि यह वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर जा रहा है यह वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर जा रहा है तो ये 2 फील्ड ब्रॉडसाइड डायरेक्शन में रद्द हो जाते हैं हालाँकि यदि आप इस विशेष चीज़ को देखते हैं तो यह डायरेक्शन दाहिने हाथ की डायरेक्शन में है आप देख सकते हैं कि यह इस डायरेक्शन में जा रही है यदि आप यहाँ इस डायरेक्शन को देखते हैं तो यह भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का एनालिसिस यह मानकर भी किया जा सकता है कि यहाँ पर एक स्लॉट एंटीना है यहाँ पर एक और स्लॉट एंटीना है और इन 2 फील्ड का एंप्लीट्यूड बराबर है इसका कारण यह है V यह है V और हम रेडिएशन पैटर्न का पता लगाने के लिए ऐरे सिद्धांत को लागू कर सकते हैं तो बस एक स्लॉट एंटीना दूसरे स्लॉट एंटीना के बारे में सोचें और हम वास्तव में स्लॉट पैटर्न को ऐरे फैक्टर के साथ गुणा करके कुल पैटर्न का पता लगा सकते हैं रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को ट्रांसमिशन लाइन के रूप में भी मॉडल किया जा सकता है रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के फंडामेंटल मोड को ट्रांसमिशन लाइन के रूप में मॉडल किया जा सकता है इसका कारण यह है कि विड्थ के साथ कोई फ़ील्ड वेरिएशन नहीं है तो यह लेंथ लगभग λ 2 है तो हमारे पास कैपेसिटंस के साथ पैरेलल में एक रेडिएशन रेजिस्टेंस है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन फ्रिंजिंग फील्ड कैपेसिटेंस है यह इस विशेष स्लॉट के अनुरूप रेडिएशन रेजिस्टेंस है और फिर इस विशेष पक्ष पर एक और है तो अब देखते हैं कि हम रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो आम तौर पर कहे तो डिजाइन प्रॉब्लम यह होगी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी जाती है और डिजायर्ड बैंडविड्थ हमें दी जाएगी और फिर हमें रेक्टेंगुलर पैच की लेंथ और विड्थ को डिजाइन करना होगा लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें कि हमें उचित सब्सट्रेट पैरामीटर चुनना होगा बाद में मैं तुम्हें दिखाने के लिए कैसे इन उपयुक्त सबस्ट्रेट पैरामीटर चुनते हैं लेकिन हम सिर्फ मान लेते हैं कि हम εr और h के रूप में सब्सट्रेट पैरामीटर को चुना है यह बताने के लिए जा रहा हूँ तो पहला कदम विड्थ की गणना करने के लिए है इसलिए इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके यहां विड्थ की गणना की जा सकती है अब इस विशेष मामले में मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं आप छोटे या बड़े W को ले सकते हैं फिर आवश्यकता के आधार पर इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके W प्राप्त करते हैं इसलिए केवल उल्लेख करना चाहते हैं यदि आप एक बड़ा W लेते हैं तो क्या होगा बैंडविड्थ अधिक होगा और साथ ही गेन अधिक होगा तो बैंडविड्थ W के प्रोपोर्शनल है और साथ ही गेन W के प्रोपोर्शनल है क्यों गेन बढ़ता है क्योंकि कुल एपर्चर में वृद्धि हुई है बैंडविड्थ क्यों बढ़ रही है इसका कारण यह है कि जैसे जैसे W बढ़ता जाएगा फ्रिंजिंग फील्ड बढ़ेंगे यदि फ्रिंजिंग फ़ील्ड में वृद्धि हुई इसका मतलब है एक अधिक रेडिएशन होगा और इसलिए Q छोटा होगा और यदि Q छोटा है तो बैंडविड्थ बड़ा होगा एप्सिलॉन इफेक्टिव εe इस विशेष एम्पिरिकल फार्मूला का उपयोग करके गणना की जा सकता है कई अलग अलग फार्मूला देखते हैं लेकिन मैं इस फार्मूला को रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना डिजाइन करने के लिए उपयुक्त पाया है εr सब्सट्रेट पैरामीटर और h के चुने हुए मूल्य के लिए εr की गणना की जा सकती है और जो कुछ W मूल्य आप यहाँ पर चुना है सब्सीट्यूट करिए और फिर हम दिए गए फ्रीक्वेंसी मान के लिए Le का मान ज्ञात कर सकते हैं और फिर हमने Le की गणना करने के बाद को L का मान ज्ञात किया मैंने∆L के लिए पहले से ही एक्सप्रेशन दी है फिर अगला पॉइंट आता है कि फ़ीड पॉइंट लोकेशन क्या होना चाहिए इसलिए मैं आपको केवल एक सरल थंब रूल दे रहा हूं जो L6 से L4 के बीच फ़ीड पॉइंट x को चुनता है आमतौर पर हम नैरो बैंडविड्थ एंटीना के लिए L6 और ब्रॉडबैंड एंटीना के लिए L4 चुनते हैं तो आइए हम एक डिज़ाइन उदाहरण लेते हैं तो मैं वाई फाई एप्लिकेशन का एक प्रैक्टिकल डिजाइन उदाहरण ले रहा हूं अब वाई फाई 24 से 2483 GHz की फ्रीक्वेंसी रेंज से काम करता है तो हम चुनें कुछ सब्सट्रेट पैरामीटर εr 232 h 016 cm और tanδ 0001 है अब आप सोच सकते हैं कि हमने इन पैरामीटर को क्यों चुना है वास्तव में मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये केवल इस विशेष अनुप्रयोग के लिए ऑप्टिमम पैरामीटर नहीं हैं लेकिन कभी कभी आप जानते हैं कि यदि हम गलतियाँ करते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं फिर मैं कुछ सब्सट्रेट पैरामीटर को देखूंगा तो हमें क्या मिलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन कैसे सुधारें तो पहला कदम W की गणना करना है मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्रेशन दी थी तो C 3 1010 यह cm में है मीटर में नहीं है यदि मीटर में है तो यह 3108 होगा तो Wc2f0r12 3 x 1010 2 x 24415 x 109 x √166 477 cm → तो हमने W 47 cm चुना है W के इस मान के लिए हम अब εe का मान ज्ञात कर सकते हैं er12 r 12110hW 12223 आप देख सकते हैं यह मूल्य εr के मूल्य से थोड़ा छोटा होता है तो अब हम Le के मूल्य को पा सकते हैं Lec2f0e3 x 1010 2 x 24415 x 109 x √223 cm 411 cm L Le - 2 ∆L 411 - 2 x 016 √223 39 cm तो L 39 cm निकलता है तो अब हम इन मूल्यों को लेने जा रहे हैं और सिमुलेशन करते हैं अब हम L 39 cm W 47 cm के इन डिज़ाइन मूल्यों को लेते हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि L6 से L4 के बीच x लें तो L 39 cm तो हम x 07 cm चुनते हैं और ये सब्सट्रेट पैरामीटर हैं तो IE3D सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिमुलेशन किया गया है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह इनपुट इम्पीडेन्स प्लॉट है और यह रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट प्लॉट है Zin 54 Ω f 2414 GHz पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है हमने इसके लिए क्या डिज़ाइन किया था अब देखते हैं कि S11 10 dB के लिए बैंडविड्थ क्या है 2395 से 2435 GHz जो कि 40 MHz के बराबर है वास्तव में डिजायर्ड बैंडविड्थ 40 MHz से बहुत अधिक है तो आइए देखें कि अब क्या करने की जरूरत है तो पहले एनालिसिस से शुरू करें इसलिए हमने इस एंटीना को f0 24415 के लिए डिज़ाइन किया था जबकि सिम्युलेटेड मूल्य 2414 GHz है इसका मतलब है परसेंटेज एरर लगभग 11 है वास्तव में हमने आपको बहुत ही सरल डिज़ाइन एक्वेशन दिए हैं और यदि आपको केवल 1 के ऑर्डर की एरर मिल रही है वास्तव में यह बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है अब एंटीना के डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए आपको बस इतना करना है कि इस विशेष चीज़ का उपयोग करें f1 L1 f2 L2 इसलिए उदाहरण के लिए इस विशेष मामले में हमने 39 की लेंथ ली थी तो L1 39 cm जो हमने यहां प्राप्त किया है वह 2414 है तो यहां 2414 डालें और फिर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी 24415 क्या है L2 के मूल्य की गणना करें सिमुलेशन करने के लिए इस मूल्य का उपयोग करें आपको लगभग सही रिजल्ट मिलेगा अब अगला भाग आता है बैंडविड्थ छोटा है तो हम क्या करते हैं यदि बैंडविड्थ छोटा है तो सॉल्यूशन ऊंचाई बढ़ा रहा है तो बस आपको बताने के लिए बैंडविड्थ सब्सट्रेट मोटाई के प्रोपोर्शनल है इसलिए यदि आप सब्सट्रेट की मोटाई को दोगुना करते हैं तो यह लगभग 2 गुना बढ़ जाएगा और यदि आप h बढ़ाते हैं तो आपको याद रखना होगा कि आपको L का मान थोड़ा कम करना होगा क्यों कि अगर आप h बढ़ाते हैं तो फ्रिंजिंग फील्ड में वृद्धि होगी इसका मतलब है डेल्टा L में वृद्धि होगी तो L को थोड़ा कम करना होगा तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि सब्सट्रेट पैरामीटर को कैसे ठीक से चुनना है तो यहाँ x के साथ सब्सट्रेट मोटाई प्लॉट की गई है यह अक्ष एंटीना की एफिशिएंसी को दर्शाता है और यह अक्ष एंटीना की बैंडविड्थ को दर्शाता है तो प्लॉट εr के 2 विभिन्न मूल्यों के लिए है इसके लिए εr 22 इसके लिए है εr 10 तो आप देख सकते हैं कि सब्सट्रेट मोटाई बढ़ जाती है इस विशेष मामले के लिए हम कहते हैं कि बैंडविड्थ बढ़ता रहता है और बैंडविड्थ भी इस मामले के लिए बढ़ता रहता है लेकिन आप देख सकते है कि बैंडविड्थ εr 22 के लिए भी बहुत कुछ हैं बैंडविड्थ εr 10 के लिए की तुलना में हालांकिदेखते हैं कि एफिशिएंसी को क्या हो रहा है है जैसा कि हम सब्सट्रेट की मोटाई बढ़ाते रहते हैं आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कम हो रही है और εr 10 के लिएएफिशिएंसी रिलेटिवली पुअर है तो सामान्य रूप में मैं यह बताने के लिए रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना या किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना डिजाइन करने के लिए εr का बहुत ही उच्च मूल्य का उपयोग नहीं करें आम तौर पर εr की कम मूल्य का चयन करें साथ ही बेहतर एफिशिएंसी के रूप में मैं सिर्फ यह भी εr 1 अगर आप ले तो उल्लेख करना चाहते हैं आप बेहतर बैंडविड्थ प्राप्त कर सकते हैंआप सिर्फ इस रिजल्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग के बारे में सोच सकते हैं तो εr 1 के लिए इस कर्व कुछ इस तरह चला जाएगा इसलिए इसका मतलब है कि आप इस तरह से जाने के बजाय बहुत बेहतर बैंडविड्थ एफिशिएंसी कर्व भी प्राप्त कर सकते हैं एफिशिएंसी कर्व लगभग यहां की तरह होगा तो εr की कम मूल्य का चयन करकेआप बेहतर बैंडविड्थ के साथ साथ बेहतर एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आमतौर पर बैंडविड्थ 5 से 10 के क्रम का है भले ही आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ 15 है लेकिन इस विशेष मामले के अनुसार आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रिलेटिवली पुअर होगी तो यही कारण है कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की बैंडविड्थ रिलेटिवली कम है ताकि आप एक बेहतर एफिशिएंसी प्राप्त कर सकें लेकिन बाद में मैं आपको बहुत सारे ब्रॉडबैंड एंटीना कॉन्फ़िगरेशन दिखाने जा रहा हूं तो यह तालिका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रभाव दिखाती है तो यहाँ εr के कई मामले 98 से 43 2551 शुरू हैं अब जब हम εr के मूल्य को कम करते हैं लेंथ तदनुसार वृद्धि होगी विड्थ भी तदनुसार वृद्धि होगी हम इन सभी पैरामीटर को f0 एप्रोक्सीमेटली 3 GHz के लिए डिजाइन किया गया है और यदि आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ बढ़ जाती है जैसे ही εr घट जाता है तो εr घटता है आकार बढ़ता है तो बैंडविड्थ में वृद्धि होती है साथ ही गेन भी बढ़ता है क्यों गेन बढ़ रही है क्योंकि कुल एपर्चर दोनों L और W बढ़ गया है εr के कम मूल्य की वजह से वृद्धि हुई है तो मैं तुम्हें TM10 मोड के लिए रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के रेडिएशन पैटर्न दिखाते हैं तो यह E प्लेन पैटर्न है यह H प्लेन पैटर्न है इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसे यहाँ दिखाया है Eθ φ 00 प्लेन में तो Eθ φ 00 प्लेन में यह एक यहाँ है तो यह E प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर Eφ होगा φ 900 प्लेन में तो जोकि H प्लेन रेडिएशन पैटर्न से मेल खाती है यहां वहां 2 प्लॉट हैं वहाँ 1 प्लॉट के लिए εr 232 है एक और प्लॉट के लिए εr 98 है तो एक है कि देख सकते हैं εr 98 से 232 तक कम हो जाता है तो क्या हुआ है हाफ पावर बीमविड्थ कम हो गया है तो ऐसा क्यों है कि क्योंकि हम εr की मूल्य को कम करते हैं तो आकार बढ़ जाती है आकार में वृद्धि का अर्थ है गेन में वृद्धि और गेन में वृद्धि का अर्थ है कि हाफ पावर बीमविड्थ में कमी होगी तो एक ही बात आप h प्लेन पैटर्न के लिए भी नोट कर सकते हैं इसके लिए εr 98 है इसके लिए εr 232 है अब हम विभिन्न ब्रॉडबैंड टेक्नीक के बारे में बात करेंगे तो पहली टेक्नीक जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह है गैप कपल्ड रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ केवल 1 पैच फीड किया जाता है अन्य पैच पैरासिटिकली कपल्ड होते हैं इस विशेष मामले में ये पैच रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के रेडिएटिंग एजेस के साथ कपल्ड होते हैं यह वह कॉन्फ़िगरेशन है जहां पैरासिटिक पैच को फीड किए गए पैच के नॉन रेडिएटिंग एजेस के साथ रखा जाता है यहां 4 पैच रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के 4 एजेस के साथ रखे गए हैं आप देख सकते हैं कि केवल एक पैच फीड किया गया है और अन्य सभी पैच पैरासिटिक पैच हैं इसलिए हमें रिजल्ट देखना चाहिए तो मैं वास्तव में 4 एजेस गैप रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कपल्ड के लिए रिजल्ट दिखाया है मैंने सभी पैरामीटर्स यहां पर दिखाए हैं εrh L W 30 mm या आप 3 cm कह सकते हैं फ़ीड पॉइंट लगभग एज पर है जो सेंटर से 14 mm है तो ये रेडिएटिंग एजेस के साथ पैरासिटिक पैच के लिए डायमेंशन हैं तो रेडिएटिंग एजेस के साथ दोनों पैरासिटिक पैच 275 mm के बराबर समान होते हैं पैच के बीच का गैप 25 mm लिया जाता है हालांकि नॉन रेडिएटिंग एजेस के साथ पैरासिटिक पैच की लेंथ फिर से बराबर हो गई लेकिन 255 mm के बराबर इस विशेष मामले में गैप बहुत छोटा है इसका कारण रेडिएटिंग एजेस के पास फील्ड का यूनिफार्म होना है हालांकि नॉन रेडिएटिंग एजेस के फील्ड में साइनोसॉइड रूप से वेरी होता है चूंकि फील्ड अलग अलग होता है इसलिए साइनोसॉइडली कपलिंग रिलेटिवली कमजोर होगा इसलिए हमें कपलिंग को बढ़ाने के लिए छोटे गैप को लेना होगा आप यहां स्मिथ चार्ट में 2 लूप देख सकते हैं यह सबसे कम फ्रीक्वेंसी है यह उच्चतम फ्रीक्वेंसी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से यह विशेष पैच रेसोनेन्ट हो जाता है तो यह लूप लेंथ L1 से मेल खाती है और फिर आप यहां एक और लूप देख सकते हैं यह लूप लेंथ L2 से मेल खाता है जो उच्च फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है आप देख सकते हैं कि दोनों लूप VSWR 2 सर्कल के भीतर हैं और आप VSWR प्लॉट बनाम फ्रीक्वेंसी से देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन के लिए बैंडविड्थ लगभग 18 है तो आप देख सकते हैं कि यह 1 2 या 5 नहीं है यह एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ है और MHz के संदर्भ में यह 569 MHz बैंडविड्थ है अब यह एक और कॉन्फ़िगरेशन है जहां पैच इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड हैं तो नीचे की परत पर एक पैच होता है एक और पैच होता है जिसे नीचे के पैच के ऊपर रखा जाता है यहां हमने मोटी मेटल की प्लेट का उपयोग किया है और इन्हें यहां पर एक सेंट्रल शूटिंग पोस्ट का उपयोग करके हवा में सस्पेंड कर दिया गया है आप देख सकते हैं यह इस विशेष एंटीना कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ़ीड पॉइंट है तो आइए देखें कि डायमेंशन क्या हैं तो L1 152 cm हमने स्क्वायर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लिया है तो L1 W1 152 cm है जो कि इस एक का डायमेंशन है L2 शीर्ष पैच डायमेंशन 128 cm है Δ1 नीचे पैच के लिए गैप है जो 11 cm है Δ2 शीर्ष पैच और नीचे पैच के बीच का गैप है जो 13 cm है और इस विशेष मामले में Lg 24 cm Lg ग्राउंड प्लेन की लेंथ से मेल खाती है तो आप देख सकते हैं कि यह इस विशेष एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है जिसे आप देख सकते हैं कि रेडिएशन मुख्य रूप से ब्रॉडसाइड डायरेक्शन में है और पीछे की तरफ बहुत कम रेडिएशन है इसलिए हम फ्रंट टू बैक अनुपात को परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि यह मान dB के संदर्भ में इस मूल्य को घटाता है तो यह लगभग 15 dB है यह गेन प्लॉट बनाम फ्रीक्वेंसी है जिसे आप देख सकते हैं कि इस विशेष बैंडविड्थ पर गेन लगभग फ्लैट है जो 9 dBi के क्रम का है औरVSWR ≤ 2 के लिए मेजर्ड बैंडविड्थ 872 से 1000 MHz तक है यह 890 से 960 MHz तक GSM 900 बैंड को कवर करता है अब देखते हैं कि हम एक कॉम्पैक्ट माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का एहसास कैसे कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कम फ्रीक्वेंसी पर एंटीना की आकार बड़ी हो जाती है तो यहां हम TM10 मोड के फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से देखते हैं तो फील्ड से 0 से तक वेरी है और इस विड्थ फील्ड के साथ यूनिफार्म है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि इस विशेष चीज के साथ फील्ड 0 है और यदि वोल्टेज 0 है जिसे शॉर्ट सर्किट से बदला जा सकता है इसलिए इसका मतलब है λ 2 लेंथ RMSA का उपयोग करने के बजाय हम वास्तव में λ 4 लेंथ छोटा RMSA का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इसका मतलब है हमने आकार को लगभग 50 कम कर दिया है वास्तव में इस पूरी विड्थ को छोटा करने के बजाय अगर हम सिर्फ एक छोटा आकार यहाँ पर रखते हैं तो यह और भी कम हो जाएगा विशेष रूप से उस स्थिति में क्या होगा यदि एक भी छोटी हो तो यह लेंथ λ 4 हो जाएगी एक रेक्टेंगुलर पैच के भीतर स्लॉट्स को काटकर कॉम्पैक्ट एंटीना को भी महसूस कर सकता है तो बस इस बारे में सोचें कि मूल रेक्टेंगुलर पैच था हमने यहां पर 1 स्लॉट काट दिया है हमने यहां पर एक और स्लॉट काट दिया है यह एज के आकार जैसा दिखता है अब रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना लेंथ के मामले में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था जो L के बराबर था लेकिन हालाँकि H के आकार के MSA के लिए इफेक्टिव लेंथ अब इस पॉइंट से लेंथ की औसत के बराबर होगी और यहाँ तक यह इधर उधर जाएगी फिर यहाँ से एक और पाथ फिर यहाँ से एक और पाथ इसलिए हमें इन पाथ का औसत निकालना होगा इसका मतलब है कुल पाथ लेंथ निश्चित रूप से लेंथ L से अधिक होगी और इसलिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो हम महसूस कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट एंटीना बस यहाँ पर शॉर्टेड करके इसलिए यदि हम यहां शॉर्ट सर्किट करते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि यह विशेष लेंथ लगभग λ 4 के बराबर होगी इसलिए आकार और कम हो गया है वास्तव में मैंने यहां केवल एक स्लॉट दिखाया है एक कई स्लॉट का उपयोग कर सकता है तो उस इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाया जाता है जिससे ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है अब हम स्क्वायर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का उपयोग करके सर्कुलर पोलराइजेशन भी प्राप्त कर सकते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है यह एक स्क्वायर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है तो हम x अक्ष के साथ फ़ीड करते हैं 1∠0 से मान लीजिए हम y अक्ष के साथ फ़ीड करते हैं 1∠900 से लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए अब मैं इस विशेष फ़ीड के लिए फिर से उल्लेख करना चाहता हूं कि यह वास्तव में नल है ओके इसका मतलब है 0 फील्ड तो इसलिए यहाँ पर कोई भी फ़ीड इस विशेष फ़ीड के परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा इसी तरह इस विशेष फ़ीड के लिए यह ऑर्थोगोनल पॉइंट है तो यह नल या शॉर्ट सर्किट के अनुरूप होगा तो इसलिए यह इस विशेष फ़ीड को प्रभावित नहीं करेगा तो दोनों फ़ीड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम इस विशेष एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को देखते हैं तो मैंने यहां दिखाया है नॉट नॉरमल Eθ या Eφ पैटर्नलेकिन लेकिन मैंने यहां EL और ER दिखाया है EL लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड कंपोनेंट हैं ER राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड कंपोनेंट है तो आप देख सकते हैं कि यह एक अच्छा लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड रेडिएशन पैटर्न है और यहाँ का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट रिलेटिवली बहुत छोटा है अब एंटीना का गेन बढ़ाने के लिए ऐरे का एक उदाहरण लेते हैं तो 8 x 8 कॉर्पोरेट फीड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ऐरे यहाँ पर इस विशेष स्लाइड में दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं कि पूरे फ़ीड नेटवर्क को पैच के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है तो मुझे पहले इस 2 x 2 ऐरे के साथ शुरू करने दे तो हम पहले 2 x 2 ऐरे के साथ शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एज पर एक फ़ीड है एज पर इम्पीडेन्स रिलेटिवली अधिक होगी तो इसलिए हमें इस विशेष पॉइंट पर एक क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करना है और फिर एक और क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यहाँ रखा गया है लगभग 100 Ω इम्पीडेन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब यह इस विशेष भाग के समान है तो 100 के साथ पैरेलल में 100 50Ω हो जाएगा तो इसका मतलब है यदि आप इस 2 x 2 ऐरे फ़ीड का उपयोग करते हैं तो यहाँ आपके पास 2 x 2 का मैच्ड ऐरे होगा ठीक और निश्चित रूप से एकल पैच की तुलना में अधिक गेन होगा अब यह 2 x 2 ऐरे 4x4 ऐरे तक एक्सटेंडेड है आप देख सकते हैं यह यहाँ पर दोहराया गया है तो एक और 2 x 2 एक और 2 x 2 एक और 2 x 2 और अब ये एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए फिर से पहले जैसा कि हम क्या करते हैं हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस इम्पीडेन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक और क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इस इम्पीडेन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 100Ω में 100 100 50 तो बस यह विशेष चीज 4 x 4 ऐरे हो जाएगा यह विशेष कांसेप्ट 8 x 8 ऐरे तक एक्सटेंडेड है तो हम इस विशेष ऐरे का रिजल्ट देखते हैं इसलिए हमने IE3D सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके फिर से सिम्युलेटेड किया है आप देख सकते हैं कि यह VSWR प्लॉट बनाम फ़्रीक्वेंसी है तो आप देख सकते हैं कि VSWR 15 के लिए बैंडविड्थ 855 से 9 GHz से अधिक है जो लगभग 5 बैंडविड्थ है हमें 875 GHz पर रेडिएशन पैटर्न देखते हैं जो इस विशेष एंटीना की सेंटर फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हैं कि यह मुख्य बीम है और इसमें कई साइड लोब हैं कृपया ऐरे सिद्धांत को याद करें जब हमने लीनियर एरे और प्लानर एरे के बारे में बात की थी मैंने आपसे कहा था कि साइड लोब का लेवल होगा तो यहां 2 प्लॉट हैं वे एक जैसे दिखते हैं लेकिन E प्लेन के लिए एक प्लॉट है और H प्लेन के लिए एक और प्लॉट है तो E प्लेन हाफ पावर बीमविड्थ 990 है जो कि H प्लेन हाफ पावर बीमविड्थ के लगभग समान है जो 940 है साइड लोब लेवल आप देख सकते हैं कि वे 125 dB से नीचे हैं अन्य साइड लोब इस विशेष मूल्य से नीचे हैं और इस विशेष एंटीना का एक गेन 213 dB है तो केवल एक पैच के बारे में सोचें हमारे पास एक डाइपोल एंटीना के लिए 6 dB का गेन था जो हमारे पास केवल 2 dB के बारे में था लेकिन 8 x 8 माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ऐरे का उपयोग करके हम लगभग 21 dB का गेन प्राप्त कर सकते हैं बेशक इस कांसेप्ट को 16 x 16 ऐरे या 32 x 32 ऐरे तक एक्सटेंड किया जा सकता है ताकि अधिक बड़े गेन का एहसास हो सके तो बस जल्दी से संक्षेप में आज हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के बारे में बात किया जिसके कई फायदे हैं यही वजह है कि इसमें बहुत सारे एप्लिकेशन मिलते हैं छोटे बैंडविड्थ जैसे कुछ डिसअडवांटेज हैं लेकिन हमने बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशनों के बारे में बात की इसमें कम फ्रीक्वेंसी पर उच्च आकार का डिसअडवांटेज है लेकिन हमने एंटीना के समग्र आकार को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट एंटीना के बारे में बात की इसमें लो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी का डिसअडवांटेज है लेकिन हमने आपको 2 मेटल प्लेटें दिखाईं जो हवा में सस्पेंडेड थीं और सेंटर में मेटालिक पोस्ट द्वारा समर्थित थीं जो किलोवाट पावर संभाल सकती हैं इससे छोटे गेन का डिसअडवांटेज होता है लेकिन हम 21 dBi का गेन प्राप्त करने के लिए 8 x 8 कॉर्पोरेट फेड ऐरे का उपयोग करते हैं बेशक एलिमेंट की बड़ी संख्या का उपयोग करके गेन बढ़ाया जा सकता है इसलिए